चुंबकीय पदार्थ 1 निर्वात में वेक्टर पोटेंशियल और चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के बाद हम अब चुंबकीय पदार्थ की ओर बढ़ना चाहते हैं और देखते हैं कि वहाँ के क्षेत्रों की गणना कैसे की जाती है स्मरण करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मामले के लिए हमारे पास इस तरह की चर्चा थी जहां हमने ध्रुवीकरण पदार्थ और परावैद्युत के बारे में बात की थी इसी तरह हमारे पास चुंबकीय पदार्थ है जहां अगर उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वे चुंबकीय हो जाते हैं वे एक द्विध्रुव आघूर्ण विकसित करते हैं अब सबसे सरल उदाहरण है अगर मैं एक चुंबक लेता हूं और उसके पास एक कील लाता हूं तो यह आकर्षित हो जाता है यह क्यों आकर्षित होता है क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र इस कील में एक चुंबकीय आघूर्ण या एक चुंबक विकसित करता है और कील मूल चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है यह स्पष्ट रूप से इस तरह के चुंबक में विकसित होता है कि S और N छोर इस तरह हैं इसलिए हम इसे समझना चाहते हैं या हम इन माध्यमों या चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को आरोपित क्षेत्रों से गणना या संबंधित करने में सक्षम हैं इसलिए शुरू करने के लिए इस विषय को विकसित करने के लिए मैं सबसे पहले बिंदु चुंबकीय द्विध्रुव के लिए वेक्टर पोटेंशियल की गणना करूंगा क्योंकि आखिरकार जब हम चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या करना चाहते हैं तो हम इसे बाध्य धाराओं के माध्यम से करेंगे और इसी तरह और इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम जानते हो कि वेक्टर पोटेंशियल एक छोटे चुंबकीय द्विध्रुव के लिए कैसी दिखती है और यहाँ मेरा दावा है मुझे यहाँ एक परीक्षण करना है कि बिंदु r पर A मूल बिंदु पर स्थित एक चुंबकीय द्विध्रुव बिंदु द्विध्रुव के लिए जो म्यू 0 भाग 4 पाई m क्रॉस r भाग r घन है Ar04πmrr3 यह वैसा ही है याद करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बिंदु r पर एक बिंदु द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 भाग 4 पाई एप्सिलॉन 0 P डॉट r भाग r घन था इसलिए जब आप चुंबकीय क्षेत्र में जाते हैं तो क्या होता है कि यह डॉट गुणनफल एक क्रॉस गुणनफल द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है और चुंबकीय द्विध्रुव के बजाय विद्युत द्विध्रुव अब मेरे पास एक चुंबकीय द्विध्रुव m है तो हम इसे सत्यापित करते हैं Vr14π0prr3 तो हम कह रहे हैं कि यदि मेरे पास एक चुंबकीय द्विध्रुव m है जो मूल बिंदु पर बैठा है तो इसके कारण वेक्टर पोटेंशियल म्यू 0 भाग 4 पाई 3 m क्रॉस r भाग r घन है मैं इसे कैसे सत्यापित करूं यह वेक्टर पोटेंशियल मुझे एक कर्ल के माध्यम से बिंदु द्विध्रुव के कारण क्षेत्र को देने में सक्षम होना चाहिए जो कि म्यू 0 भाग 4 पाई 3 m डॉट एकांक सदिश r माइनस m विभाजित R घन के बराबर होना चाहिए A का कर्ल मुझे यह देता है मेरा काम हो गया Ar04πmrr3 AB04π3mrr mr3 तो आइए हम ऐसा करते हैं जब मैं A का कर्ल लेता हूं तो यह मुझे देता है म्यू 0 भाग 4 पाई m का कर्ल क्रॉस गुणनफल r विभाजित r घन अब मैं कर्ल A क्रॉस B के समरूपता का उपयोग करने जा रहा हूं लेकिन यह कुछ नहीं बस A पर संचालित B डॉट डेल ऑपरेटर माइनस B पर संचालित A डॉट डेल ऑपरेटर प्लस A का B पर डायवर्जेंस माइनस B का A पर डायवर्जेंस है और इस मामले में मेरे A सदिश को m लें जो कि एक नियत सदिश है और B सदिश जो r भाग r घन के बराबर है जो कि 1 भाग r के 1 भाग r ग्रेडिएंट के बराबर भी है Ar04πmrr3 ABBA ABAB BA AmBrr3 1r अब चूँकि A एक नियत सदिश है यह हिस्सा छोड़ दिया जाता है तो मेरे पास A का कर्ल है जो हमारी स्थिति में म्यू 0 भाग 4 पाई के बराबर है संदर्भ समय 0556 मैं अभी वापस जाता हूं और चेक करता हूं माइनस m डॉट डेल B जो r भाग r घन प्लस म्यू 0 भाग 4 पाई m r का डायवर्जेंस भाग r घन है अब r 0 के बराबर नहीं के लिए इसका मतलब मूल बिंदु से दूर या चुंबक से दूर r का डायवर्जेंस भाग r घन 0 है तो यह साथी बाहर चला जाता है तो मेरे पास बचता है B r जो बराबर है म्यू 0 भाग 4 पाई माइनस m डॉट डेल r भाग r घन m डॉट डेल ऑपरेटर कुछ भी नहीं बस m x आंशिक x प्लस m y आंशिक y प्लस m z आंशिक z है आइए हम इसकी गणना करते हैं आइए हम किसी एक पद की गणना करते हैं और जिससे हमें यह पता चलेगा कि अन्य पद कैसे होंगे A04π mrr304πmrr3 r≠0Br04π mrr3 mmx∂xmy∂ymz∂z तो हम r भाग r घन पर लगे हुए m x आंशिक x की गणना करते हैं जो x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग पर 3 भाग 2 x यूनिट x दिशा में प्लस y यूनिट y दिशा में प्लस z यूनिट z दिशा में लगे हुए m x आंशिक x के बराबर है यह मुझे m x देगा पहला पद मुझे x एकांक सदिश द्वारा विभाजित x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग 32 माइनस 32 2x गुणा x x दिशा में द्वारा विभाजित x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग ऊपर 52 माइनस 32 2 x y y दिशा में द्वारा विभाजित x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग ऊपर 32 माइनस 32 x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग ऊपर 52 यह 52 2 x गुणा z z दिशा में है mx∂xrr3mx∂xxxyyzzx2y2z232mxxx2y2z232 322xxxx2y2z252 322xyyx2y2z252 322xzzx2y2z252 मुझे एक सामंजस्य बनाना चाहिए कि यह पद z भाग x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग शब्द के अवकलन से आता है दूसरा पद यह पद यहाँ इस पद y के अवकलन से आता है और पहले दो पद पहले पद के अवकलन से आते हैं तो अगर हम सिर्फ x के संबंध में अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है मुझे इस m x x एकांक सदिश भाग r घन के बराबर प्राप्त हो रहा है अब मैं वापिस जाता हूं और कुछ पदों को रद्द करता हूं यह 2 हर जगह रद्द हो रहा है मुझे मिल रहा है 3 x वर्ग x एकांक सदिश प्लस 3 x y y एकांक सदिश प्लस 3 x z z एकांक सदिश भाग r ऊपर 5 गुना यह सब m x है तो मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूं mx x एकांक सदिश द्वारा विभाजित r घन माइनस 3 m डॉट x एकांक सदिश मुझे m x देता है मैं x को बाहर निकाल सकता हूं फिर मेरे पास बचता है x x प्लस y y प्लस z z भाग r ऊपर 5 इसी तरह अगर मैं r भाग r घन का m y आंशिक y लेता हूं तो मुझे m y y भाग r घन माइनस 3 m डॉट y y प्राप्त हो रहा है यह xx प्लस yy प्लस zz मैं इस तरह लिखने जा रहा हूँ r सदिश से विभाजित r ऊपर 5 और अंत में जब मैं r एकांक सदिश भाग r घन का m z d भाग dz लेता हूँ तो मुझे mz z द्वारा विभाजित r घन माइनस 3 m डॉट z z r भाग r ऊपर 5 प्राप्त हो रहा है mx∂xrr3mxxr3 3mxxxxyyzzr5mxxr3 3mxxrr5 my∂yrr3myyr3 3myyrr5 mz∂zrr3mzzr3 3mzzrr5 मैं पहला पद लिखता हूं जो कि है पहला शब्द कुछ भी नहीं है मगर r भाग r घन का m x d dx के बराबर है अगर मैं यह सब जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा मुझे m डॉट डेल जो r भाग r घन पर काम कर रहा है जैसा कि यकीनन बाएं हाथ की तरफ यह बराबर है m x x प्लस m y y प्लस m z z जो मुझे m सदिश विभाजित r घन माइनस 3 m डॉट x एकांक सदिश x y एकांक सदिश y z एकांक सदिश z देता है यह देता है 3 m डॉट r सदिश गुना r समय r जो बाहर है विभाजित ऊपर 5 mrr3mr3 3mrrr5 इसलिए अगर मैं यह सब एक साथ रखता हूं तो हमने डेल क्रॉस A के साथ शुरू किया था जो डेल क्रॉस m क्रॉस r पर r घन है और हमें यह माइनस में प्राप्त हुआ है यहां म्यू 0 भाग 4 पाई म्यू 0 भाग 4 पाई m डॉट डेल जो r भाग R घन पर लगा हुआ है r 0 के बराबर नहीं और यह माइनस म्यू 0 भाग 4 पाई है अंदर मुझे मिलता है m विभाजित r घन माइनस 3 m डॉट r सदिश r सदिश द्वारा विभाजित r ऊपर 5 जिसे मैं फिर म्यू 0 भाग 4 पाई 3 m डॉट एकांक सदिश r फिर से एकांक सदिश r लिख सकता हूं तो r वर्ग को बाहर निकाला जाता है तो मेरे पास रह गया है r घन विभाजक में माइनस m भाग r घन जो कि केंद्र में बैठे बिंदु द्विध्रुव के लिए B के समान अभिव्यक्ति है इसलिए हमने जो दिखाया है यदि केंद्र पर एक बिंदु द्विध्रुव m बैठा है तो यह मुझे एक वेक्टर क्षेत्र r देता है A r जो म्यू 0 भाग 4 पाई m क्रॉस भाग r घन है और यह उतना ही महत्वपूर्ण संबंध है जैसा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक मामले के लिए था जहां हमारे पास केंद्र पर बैठे एक विद्युत द्विध्रुव की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल P डॉट r भाग r घन के बराबर थी A04πmrr3 04πmrr3 r≠0 04πmr3 3mrrr504π3mrr mr3 ∴Ar04πmrr3 अब इसका उपयोग करते हुए हम पहले दिखाने जा रहे हैं नंबर 1 एक छोटा धारावाही लूप है मैं निर्दिष्ट करूंगा कि छोटा क्या है एक चुंबकीय द्विध्रुव m के बराबर है जो गुना धारा के बराबर है लूप के सदिश A के साथ क्षेत्रफल जहां A को फिर से धारा की दिशा द्वारा दिया जाता है यदि धारा की दिशा वामावर्त काउंटर है तो A बाहर को आएगा यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो क्षेत्र अंदर को जाएगा फिर हम इसकी वजह से वेक्टर पोटेंशियल की गणना करेंगे और यह दिखाएंगे कि वेक्टर पोटेंशियल इस तरह से जाती है जैसे यह एक चुंबकीय द्विध्रुव से बाहर आ रही है इसलिए धारा वितरण के लिए A r को म्यू 0 भाग 4 पाई समाकलन j r प्राइम भाग पर r माइनस r प्राइम d v प्राइम दिया गया है आइए हम एक धारा ले जाने वाले तार लेते हैं इसे थोड़ा मोटा बनाते हैं और अंत बिंदु A पर इस अनुप्रस्थ काट को लेते हैं और यह धारा की दिशा d l है तो अब पहले आपको याद है कि हम I से j तक आए थे अब मैं यहां से वापस I जाने वाला हूं इसलिए मैं इसे म्यू 0 भाग 4 पाई j सदिश r प्राइम dv प्राइम के रूप में लिखूंगा मैं उस क्षेत्र A के रूप में लिखने जा रहा हूं जिसे मैंने यहां तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल गुना dl द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम द्वारा दिखाया है अब मैं यहाँ से इस सदिश चिन्ह को लेने जा रहा हूँ मैं इसे dl और j a के ऊपर रखूँगा मुझे पता है क्योंकि A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा ले जाने वाली दिशा के लंबवत्त I है इसलिए मैं इसे म्यू 0 I भाग 4 पाई समाकलन dl यहां प्राइम डालना चाहिए के रूप में लिख सकता हूँ dl प्राइम सदिश भाग r माइनस r प्राइम यह धारा I ले जा रही तार के कारण मेरा A है तो धारा ले जाने वाले तार का A म्यु 0 भाग 4 पाई समाकलन dl प्राइम भाग r माइनस r प्राइम के रूप में दिया जाता है अब स्टोक्स समीकरण का उपयोग करते हुए कोई वास्तव में यह दिखा सकता है कि बंद परिपथ के ऊपर d l गुना एक फलन f बराबर है ds क्रास उस क्षेत्र f के ग्रेडियंट के सतह पर समाकलन तो एक बंद वक्र के ऊपर अगर मैं d l f लेता हूं तो यह d s क्रास f के ग्रेडिएंट के बराबर है तो मेरे पास अब क्या है मैं इसे यहां लागू करता हूं यह मैं आपको हल करने के लिए असाइनमेंट समस्या के रूप में दूंगा लेकिन जमा करने के लिए नहीं मेरे पास A r म्यु 0 भाग 4 पाई के बराबर है समाकलन dl प्राइम भाग r माइनस r प्राइम मैं 1 से विभाजित r माइनस r प्राइम को अपने r प्राइम के f के रूप में लूंगा जहाँ f यहां एक फलन है यह एक सदिश है तो यह म्यु 0 के बराबर होने जा रहा है यहां एक I भी है जिसे मैं भूल गया था I I भाग 4 पाई समाकलन ds प्राइम सदिश क्रास ग्रेडिएंट प्राइम परिवर्ती I के सापेक्ष 1 भाग r माइनस r प्राइम है जो कुछ भी नहीं है मुझे इसे फिर से लिखने दें A r बराबर है म्यु 0 I भाग 4 पाई समाकलन ds प्राइम क्रास ग्रेडिएंट प्राइम परिवर्ती के सापेक्ष 1 भाग r माइनस r प्राइम जो कुछ भी नहीं बस म्यु 0 I भाग 4 पाई समाकलन ds प्राइम सदिश क्रॉस r माइनस r प्राइम भाग r माइनस r प्राइम घन है यह प्राइम के सापेक्ष ग्रेडिएंट है आपको फिर से याद दिला दूं मैं इस धारा लूप को ले रहा हूं और यदि धारा दक्षिणावर्त जा रही है तो हर जगह मैं ds अंदर जाती हुई दिशा में लूंगा इसलिए यह मेरे दाहिने हाथ के सम्मेलन द्वारा दिया गया है Ar04πIds×r rr r304πIds×r rr r3 अब हम इस लूप को बहुत बहुत छोटे रूप में लेते हैं और आपको छोटे से क्या मतलब है इसका मतलब है कि r प्राइम का परिमाण हमेशा बहुत बहुत r से बहुत कम है फिर पहली सन्निकटन के रूप में मैं r प्राइम को नजरअंदाज करके इस पूरी बात को लिख सकता हूं क्योंकि A r समाकलन म्यु 0 I भाग 4 पाई ds सदिश प्राइम क्रॉस r भाग r घन है जहां ds प्राइम अब हमारा प्राइम परिवर्ती है और इसलिए r पर निर्भर नहीं करता है मुझे लूप का कुल क्षेत्र देता है तो यह म्यु 0 I बन जाता है यहाँ लूप का क्षेत्र भाग 4 पाई क्रॉस r भाग r घन हो जाता है इसलिए मैंने जो दिखाया है अगर मैं इन सभी सदिश पहचान का उपयोग कर रहा हूं अगर मेरे पास धारावाही लूप है जो छोटा है तो A r को म्यु 0 भाग 4 पाई I a क्रॉस r भाग r घन के रूप में दिया जाता है जहाँ r लूप से दूरी है